इस प्रकार आपका स्वागत है यह लैक्चर नंबर 54 है इसलिए हम एग्जेक्ट डिफ़्रेंशियल इक्वेशन पर चर्चा जारी रखेंगे और पर्टिक्युलरली से हम आज के बारे में बात करेंगे जब दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन एग्जेक्ट नहीं हैं लेकिन इसे आसानी से एग्जेक्ट बनाया जा सकता है और यह है कि इस इंटिग्रेशन फेकटर की शुरूआत तस्वीर में आ जाएगी इसलिए यहाँ केवल यह याद रखने के लिए कि हमारे पास एग्जेक्टता के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तें हैं इसलिए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के एग्जेक्ट होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त स्थिति MdxNdy0 है जो डिफ़्रेंशियल इक्वैशन था और यह एग्जेक्ट है जब ∂M∂y∂N∂x और यह आवश्यक और पर्याप्त अर्थ था कि यदि यह स्थिति रखती है तो डिफ़्रेंशियल इक्वैशन एग्जेक्ट होना चाहिए और यदि इक्वैशन एग्जेक्ट है तो इस स्थिति को धारण करना चाहिए तो अब क्या किया जाए जब दिए गए इक्वेशन को स्वीकार नहीं किया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए इसलिए यदि इस फॉर्म का एक इक्वेशन MdxNdy0 नहीं है कभी कभी x या y के x या फंक्शन का यहाँ कोई फंक्शन चुनना संभव होता है जैसे इक्वेशन के सभीटर्म्स को इस दिए गए इक्वेशन के मल्टीप्लाई करने के बाद उस फंक्शन के इक्वेशन के इक्वैशन एग्जेक्ट हो जाते हैं और ऐसे मल्टीप्लायर को यहाँ इंटिग्रेशन फेकटर कहा जाता है इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर और कुछ नहीं बल्कि x y का एक फंक्शन है जो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के मल्टीप्लाई के बाद है दिया गया डिफ़्रेंशियल इक्वैशन एग्जेक्ट हो जाता है तो ऐसे फ़ंक्शन को इंटिग्रेशन फेकटर कहा जाता है तो यह I x y इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर यह संकेतन फेकटर के लिए हम उपयोग करेंगे तो अगर यह एक इंटिग्रेशन फेकटर है तो यहाँ डिफ़्रेंशियल इक्वैशन IxyMxydxIxyNxydy0 एग्जेक्ट हो जाता है और अब फायदा क्या है तो दिए गए इक्वैशन एग्जेक्ट नहीं हैं और फिर यहां सोल्यूशन खोजना मुश्किल है इसलिए अब हम क्या करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पाएंगे और एक बार जब हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इक्वेशन एग्जेक्ट हो जाएगा और फिर हमें पता चलेगा कि कैसे सही डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है हमें फंक्शन की आवश्यकता है जिसका डिफ़्रेंशियल यहाँ दिया गया है जो कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वैशन के बाएँ हाथ की ओर है तो यहाँ इस लैक्चर का मुख्य विषय है हम यहाँ कुछ तकनीकों पर चर्चा करेंगे कि कैसे दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को इंटिग्रेशन करने वाले फेकटर का पता लगाएं इसलिए हालांकि MdxNdy फॉर्म के एक इक्वेशन में हमेशा एक इंटिग्रेशन फेकटर या फेकटर होते हैं जो फेकटर को इंटीग्रेशन करने वाले अधिक फेकटर हो सकते हैं लेकिन उन्हें खोजने के लिए कोई सामान्य नियम नहीं है या बल्कि यह इंटिग्रेशन फेकटर करने के लिए थोड़ा थकाऊ काम है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता लगाना आसान नहीं है इसलिए हम केवल कुछ पर्टिकुलर मामलों पर विचार करेंगे जहां हम इंटिग्रेशन फेकटर आसानी से पा सकते हैं तो नियम नंबर 1 सिर्फ इन्स्पेक्शन से है इसलिए यह सबसे आसान है और इस इंटिग्रेशन फेकटर को खोजने के लिए सबसे कठिन दृष्टिकोण भी है क्योंकि यह सिर्फ मानकर जो डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को देख रही है इक्वैशन इस फॉर्म में दिया गया है और यदि आप इस फ़ंक्शन से मल्टीप्लाइ करते हैं तब यह एग्जेक्ट हो जाएगा लेकिन यह भी मुश्किल है क्योंकि यह इंटिग्रेशन फेकटर खोजने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं है तो यह विधि कुछ स्टैंडर्ड एग्जेक्ट डिफ़्रेंशियल की मान्यता पर आधारित है इसलिए यदि हम यहां कुछ स्टैंडर्ड डिफ़्रेंशियल जानते हैं तो डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को भी देखते हुए हम पा सकते हैं कि यदि हम इस इक्वैशन को इस फॉर्म में लिखते हैं या हम इस फ़ंक्शन को मल्टीप्लाइ या डिवाइड करते हैं तो हम उन स्टैंडर्ड फंक्शन ्स के बिल्कुल डिफ़्रेंशियल प्राप्त करेंगे और इस दृष्टिकोण में डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को सॉल्व करने के लिए हल करके हम यही दृष्टिकोण करते हैं इसलिए यहां बताया गया है कि वे कौन से स्टैंड हैं या इनमें से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हैं बल्कि हम यहां चर्चा करेंगे और कई और भी हो सकते हैं जो शायद नॉन स्टैंडर्ड हैं लेकिन क्या हम यह जान सकते हैं कि हमें पता है कि जिनका डिफ़्रेंशियल ठीक यही है उदाहरण के लिए यहाँ ydxxdy dy अगर हमारे पास ydxxdy x dy है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन xy dxy के डिफ़्रेंशियल और हम आसानी से वेरीफाइ कर सकते हैं तो dxy फिर से परिभाषा के अनुसार है इसलिए फंक्शन x के डेल x डेल पर और प्लस इस डेल इस डेल फंक्शन और dy के डेल y पर तो यहाँ x के संबंध में xy का पार्शियल डिरिवैटिव ydxxdy होगा इसलिए यदि हम डिफ़्रेंशियल इक्वैशन में कुछ ऐसाटर्म देखते हैं या डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को फिर से लिखते हैं तो यदि हम देख सकते हैं किटर्म ydxxdy है तो हम पहले से ही जानते हैं कि यह xyटर्म का डिफ़्रेंशियल है तो यह याद रखना उपयोगी हो सकता है कि इस xy का डिफ़्रेंशियल कुछ भी नहीं है लेकिन ydxxdy है एक और स्टैंडर्ड फॉर्म इस y का x पर डिफ़्रेंशियल हो सकता है dyxxdy ydxx2 ordxyydx xdyy2 तो यह एक स्टैंडर्ड डिफ़्रेंशियल है जिसे हम डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का अनुमान लगाने में उपयोग कर सकते हैं iii dln yx xdy ydxxy ordln xy ydx xdyxy iv xdy ydxx2y2 orydx xdyy2x2 v d ydxxdyxy इसलिए हम कम से कम एक उदाहरण से गुजरेंगे जहां हम उन स्टैंडर्ड डिफ़्रेंशियलस को पहचानने की संभावना रख सकते हैं yy21dxxy2 1dy0 तो फिर से हम जाँच सकते हैं कि यह एक एग्जेक्ट डिफ़्रेंशियल इक्वैशन नहीं है क्योंकि ∂M∂y∂N∂x है तो यहाँ ∂M∂y क्या है तो यहाँ हमारे पास M है और यह N है M dx N dy तो डेल M ओवर डेल y हम यह होगा y क्यूब प्लस y तो 3 y21 जो इस M का डेरिवेटिव होगा y के संबंध में y और N का डेरिवेटिव होगा x के संबंध में y वर्ग शून्य होगा 1 तो वे समान नहीं हैं बेशक इसलिए इस फॉर्म में दिया गया यह इक्वैशन एग्जेक्ट डिफ़्रेंशियल इक्वैशन नहीं है इसलिए इस दृष्टिकोण का निरीक्षण हम अभी करेंगे तो यहाँ हमारे पास y2 है यहाँ भी y2 टर्म है y2 इस dx के साथ यहाँ भी y वर्ग dy के साथ है इसलिए यदि आप इन दो टर्म्स में से y को सामान्य लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा ⟹ydxxdyydx xdyy20 वह टर्म भी हमने पहले देखा है ⟹dxydxy0 ⟹xyxyc ⟹xy2xcy तो यह अंतर है यह दिए गए डिफ़्रेंशियल समीकरण का सोल्यूशन है थोड़ा अधिक सामान्य दृष्टिकोण हम चर्चा करेंगे क्योंकि निरीक्षण द्वारा यहां कुछ फंक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद इक्वेशन में उन स्टैंडर्ड डिफ़्रेंशियलस् को देखना हमेशा आसान नहीं होता है इसलिए यहां हमारे पास एक या अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसे हम इंटिग्रेशन फेकटरों को प्राप्त करने के लिए अनुसरण कर सकते हैं MxydxNxydy0 एक फ़ंक्शन Ixy के द्वारा और फिर Ixy चुनने का प्रयास करता हूं ताकि परिणामी इक्वेशन IxyMxydxIxyNxydy एग्जेक्ट हो जाता है हम यहां इस तरह के फंक्शन की तलाश कर रहे हैं IM∂yIN∂x इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में यह इक्वेशन का एग्जेक्ट डिफ़्रेंशियल बन जाना चाहिए तो यह वह बिंदु है जहां हम अब आगे बढ़ेंगे कि मान लीजिए कि मेरा मतलब है कि हम जानते हैं कि यदि और केवल यदि शर्त या पर्याप्त आवश्यक स्थिति तो यह इक्वेशन अब ठीक होगा कि इस फंक्शन के y के संबंध में डेल होना चाहिए x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर तो हम जानते हैं कि अब ये इक्वेशन एग्जेक्ट हैं यदि यह this IM∂yIN∂x है जो एक डिफ़्रेंशियल इक्वैशन की एग्जेक्टता के लिए आवश्यक और पर्याप्त स्थिति है इसलिए यदि यह ठीक है तो इस स्थिति को पकड़ना होगा और इस स्थिति से बाहर आने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर मामलों में इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो हमें इस मल्टीप्लायर या इंटिग्रेशन फेकटर के फॉर्म में चाहिए इसलिए यदि कोई फ़ंक्शन मैं इस इक्वैशन को संतुष्ट करता हूं IM∂yIN∂x पाया जा सकता है तो दिए गए इक्वैशन एग्जेक्ट होंगे यहाँ समस्या ये है कि इस इक्वैशन को हल करना क्योंकि यह कोई आडिनरी इक्वेशन नहीं है यह एक पार्शियल डिफ़्रेंशियल इक्वैशन है इस इक्वैशन में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हैं तो यह एक पार्शियल डिफ़्रेंशियल इक्वैशन है जिसे इस इक्वैशन से बाहर निकालने के लिए हल करना बहुत आसान नहीं है इसलिए हमें कुछ पर्टिकुलर मामलों पर विचार करना होगा जहां हम इस तरह के इक्वैशन को सॉल्व कर सकते हैं इसलिए हम यहां पर उनमें से कम से कम दो पर विचार करेंगे और कई और पेर्टिकुलर मामले हो सकते हैं जो इस पार्शियल डिफ़्रेंशियल इक्वेशन से प्राप्त किए जा सकते हैं ताकि हम इस अननोन I को प्राप्त कर सकें तो ये पेर्टिकुलर मामले हैं जो एक इंटिग्रेशन फेकटर है जो या तो अकेले x का फंक्शन है या अकेले y का फंक्शन है यह हमारी पहली धारणा है कि हम उस इंटिग्रेशन फेकटर की तलाश कर रहे हैं जो अकेले x का फंक्शन है या यह एक फंक्शन है अकेले के तो ये दो पेर्टिकुलर मामले हम इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन या इस पार्शियल डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का सोल्यूशन यहां प्राप्त करने के लिए यहां विचार करेंगे इसलिए 1 के मामले में जब हम यह मान लेते हैं कि यह केवल x का एक फंक्शन है तो यह PDE यहाँ की स्थिति को कम किया जा सकता है क्योंकि हमने यह मान लिया है कि यहाँ यह फंक्शन मैं x का एक फंक्शन है इसलिए IMyINxNIx IxIMy INxN इसलिए हमारे पास दिए गए डिफरेंशियल इक्वैशन के बजाय सिम्प्लिफाइड फॉर्म में यह है जो हमें बताता है कि I x कुछ भी नहीं है लेकिन IMy INxN है लेकिन फिर से उद्देश्य हल नहीं होता है क्योंकि यह यहाँ dIdx का फ़ंक्शन है अकेले x का तो यह यहाँ डिरिवैटिव है dIdx दाहिने हाथ की ओर अगर यह x का फंक्शन नहीं है तो हम हल नहीं कर सकते क्योंकि हमें यह असंगति यहां बाएं हाथ की तरफ मिलेगी क्योंकि हमने मान लिया है कि मैं अकेले x का फंक्शन कर रहा हूं तो यहाँ यह कुछ भी नहीं है लेकिन यहां साधारण डेरिवेटिव dIdx है और यह x का एक फंक्शन है तो दाहिने हाथ की और x का फ़ंक्शन कम से कम होना चाहिए मैं इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को हल करने के लिए यहां से आगे बढ़ता हूं x फिर से इसलिए एक और धारणा कि अगर यह अकेले x का एक फंक्शन है तो हम इसे हल कर सकते हैं ताकि मैं उसे इंटिग्रेशन फेकटर प्राप्त कर सकें तो हमारी अगली धारणा यह होगी कि यह My NxN है क्योंकि मैं वैसे भी x का एक फंक्शन है तो अगर यह केवल x का एक फ़ंक्शन है तो यहाँ फिर से धारणा है जो हम इसे प्राप्त करने के लिए लेते हैं I अकेले x के एक फंक्शन के फॉर्म में तो यहाँ अगर यह एक फ़ंक्शन है जो मुख्य स्थिति है क्योंकि यह इस M और N पर निर्भर करता है और N द्वारा डिवाइड है तो अगर यह अकेले X का एक फ़ंक्शन है तो हम इस फ़ंक्शन को इस ऑर्डनेरी सिम्पल डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ बहुत जटिल नहीं है तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन fx है क्योंकि हम जानते हैं कि यदि यह अकेले x का फंक्शन है तो केवल हम इस IxIMy INxN इक्वेशन को हल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं तो अगर यह केवल x का एक फंक्शन है तो हम इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं dIIfxdx दाहिने हाथ की तरफ से इस fx के बराबर है जो हमने इस फ़ंक्शन के लिए यहाँ और इस dx के लिए उपयोग किया है तो यह एक साधारण डिफ़्रेंशियल इक्वैशन है यदि यह f x एक सरल फंक्शन है तो हम इस इंटिग्रेशन फेकटर को यहां से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह Ixefxdx का लघुगणक है तो यह Ixefxdx है तो यह इंटिग्रेशन फेकटर होगा तो क्या हालत है हमें इस My Nx को जांचना होगा और यदि यह अकेले x का फंक्शन है तो हम नीचे लिख सकते हैं कि यह इंटिग्रेशन फेकटर efxdx होगा क्योंकि निर्माण के अनुसार हमने देखा है आवश्यक और पर्याप्त स्थिति के माध्यम से कि यह अब मैं अगर आप इस I x द्वारा दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को इस मामले में मल्टीप्लाइ करेंगे जब यह केवल x का एक फंक्शन है तो यह इंटिग्रेशन फेकटर के फॉर्म में सेवा करेगा अब दूसरा मामला भी हम निपटा सकते हैं जिसे हमने केस 2 में पहले ही कहा है जब हम यह मानते हैं कि यह मैं इंटिग्रेशन फेकटर है तो अकेले y का एक फंक्शन है उस मामले में फिर से इस तरह के एक डिफ़्रेंशियल इक्वैशन बनेंगे और हम इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन की कोंस्टंट के लिए फिर से मिल जाएगा यह स्थिति कि 1MNx My अकेले y का एक फंक्शन है हाँ तो अब यहाँ अगर यह y का एक फंक्शन है और हम कहते हैं कि हमें देखते हैं कि यह gy है तो हम इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को फिर से हल कर सकते हैं यह एक सामान्य डिफ़्रेंशियल इक्वैशन है और हम इसे Iye∫gydyके फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमें ये दो सिंप्लिफाइड मामले वहां मिल गए जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां हम इस I को प्राप्त करने के लिए इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को आवश्यक और पर्याप्त स्थिति में सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमने कम से कम इन दोनों पर विचार किया है जो कि पेर्टिकुलर मामले हैं पहला जब यह था My NxN केवल x का फंक्शन है fx तो dIIfxdx को हल करके तो उस स्थिति में Ixefxdx इंटिग्रेशन फेकटर है अन्य मामले में यह इंटिग्रेशन फेकटर था Iye∫gydy इसलिए इसके साथ अब हम कुछ उदाहरणों से गुजरेंगे आइए इसे पहले एक पर विचार करें x x2y2xdxxydy0 तो हमारे पास ∂M∂y2y ∂N∂xy तो स्वाभाविक फॉर्म से ये दोनों समान नहीं हैं 1N∂M∂y ∂N∂x1xy2y y1x e1xdxx e1xdxx दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को x से मल्टीप्लाइ करें x3xy2x2dxx2ydy0 यह एग्जेक्ट डिफ़्रेंशियल इक्वैशन पर होना चाहिए Solution 3x46x2y24x3c इसलिए अब हम पता करेंगे कि किसका डिफ़्रेंशियल यहां दिया गया है तो यह एक एग्जेक्ट डिफ़्रेंशियल इक्वैशन है और इस प्रक्रिया के बाद का सोल्यूशन हम इस तरह से प्राप्त करने के लिए करते हैं जिसका डिफ़्रेंशियल यह है कि हम इसे दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के सोल्यूशन के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं एक और उदाहरण हम लेते हैं 2xy4ey2xy3ydxx2y4ey x2y2 3xdy0 with what this M2xy4ey2xy3y Nx2y4ey x2y2 3x ∂M∂y8xy3ey2xy4ey6xy21 ∂N∂x2xy4ey 2xy2 3 ∂N∂x ∂M∂y 8xy3ey 8xy2 4 42xy3ey2xy21 4y2xy4ey2xy3y 4yM इसके साथ क्या M2xy4ey2xy3y Nx2y4ey x2y2 3x ∂M∂y8xy3ey2xy4ey6xy21 ∂N∂x2xy4ey 2xy2 3 ∂N∂x ∂M∂y 8xy3ey 8xy2 4 42xy3ey2xy21 4y2xy4ey2xy3y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e 4ydyy 4 यह इक्वैशन तब यह इक्वैशन एग्जेक्ट डिफ़्रेंशियल इक्वैशन बन जाएगा और फिर हम इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को हल करने के लिए दृष्टिकोण का पालन कर सकते हैं जिसका पता लगाने के लिए जिसका डिफ़्रेंशियल ठीक वे इस मल्टीप्लाइ के बाद हैं तो कोई इसे हल कर सकता है और सॉल्यूशन यह आ रहा है x2eyx2yxy3c कुछ कोंस्टंट के बराबर है इसलिए यहाँ फिर से वह दृष्टिकोण जिसके बारे में हमने चर्चा की है जो सामान्य फॉर्म से कम से कम डेरिवेटिव के दृष्टिकोण से था लेकिन हमने केवल कुछ सरल मामलों पर विचार किया है जहाँ हम इस इंटीग्रेशन फेकटर y को प्राप्त कर सकते हैं इससे कुछ और निष्कर्ष निकलते हैं वो स्थिति जहां हम इंटिग्रेशन फेकटर खोज सकते हैं इसलिए हम उन्हें खोजने के विवरण में नहीं जा रहे हैं लेकिन उदाहरण के लिए यह एक संभावना है कि यदि यह इक्वेशन फॉर्म है और यह MdxNdy0 फिर यह एक इंटिग्रेशन फेकटर बनता है तो फिर से सीधे मैं यह पता लगा सकता हूं कि मैं Ixy1MxNy यह इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का इंटिग्रेशन फेकटर होगा लेकिन यहां शर्त यह है कि होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन होना चाहिए और हम पहले से ही जानते हैं कि होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को कैसे हल किया जाए इसलिए हम इस इंटीग्रेशन फेकटर को खोजने और फिर एग्जेक्ट इक्वेशन को हल करने के लिए बिल्कुल इस दृष्टिकोण का पालन नहीं कर सकते हैं यहाँ एक और संभावना है MxNy≠0 इस फॉर्म की है यदि इस इक्वैशन को इस फॉर्म से दिया जाता है तो योग का अर्थ है f1xyydxf2xyxdy0 फिर यह 1Mx Ny यदि यह टर्म 0 के बराबर नहीं है तो एक इंटिग्रेशन फेकटर होगा और अगर हम इसे इस इक्वैशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह इक्वेशन एग्जेक्ट हो जाएगा इसलिए ऐसे कई और नियम हैं जिन्हें वहां से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन हमने एक बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण पर चर्चा की है और वहां से हमने कम से कम यह भी देखा है कि उन पर्टिकुलर मामलों में इंटिग्रेशन फैक्टर कैसे प्राप्त करें इसलिए निष्कर्ष पर आते हैं कि एकीकरण फेकटर कुछ भी नहीं है लेकिन यहां एक फ़ंक्शन है यदि आप दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एग्जेक्ट नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई के बाद इक्वेशन एग्जेक्ट हो जाता है तो हम इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं और हमने इस पेर्टिकुलर मामले को तब देखा है जब M y का पार्शियल डेरिवेटिव M y के संबंध में पार्शियल x के संबंध में N का डेरिवेटिव तो इस एन द्वारा डिवाइड यह डिफ़्रेंशियल अकेले x का एक फंक्शन है तो हमने डिरिवैटिव किया है कि यह Ixe∫fxdx इंटिग्रेशन फेकटर होगा और यह अकेले y का एक फंक्शन है यह gy तो यह इंटिग्रेशन फेकटर Iye∫gydy होगा ये यहां उपयोग किए गए संदर्भ हैं ध्यान देने के लिए धन्यवाद